श्रोडिंगर समीकरण को हल करने के बाद एक कार्य क्षमता में चलने वाले कण के लिए अब मैं अलग अलग क्षमता पर जाऊंगा तो अगली क्षमता को हम एक पोटेंशियल बॉक्स के रूप में मानते हैं इससे आपका मतलब यह है कि यह क्षमता इस आकार की है जिसकी क्षमता 0 लंबाई L से अधिक है इसलिए V0 और बाहर कुछ V0 के बराबर है तो यह पोटेंशियल बॉक्स है और आप इस क्षमता में गतिमान m द्रव्यमान के एक कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करना चाहते हैं यह अनंत बॉक्स के विपरीत है जिसे हमने पहले ही हल कर लिया है जो यह था कि क्षमता एक निश्चित क्षेत्र के बाहर जा रही थी जो कि लंबाई एल है इसलिए यहां वी 0 था और इसके बाहर था इसलिए इन किनारों पर वेव फंक्शन को 0 माना गया जब हमने इसे x 0 x L लिया तो वेव फंक्शन ने सीमा की स्थिति को संतुष्ट किया वह 00 और L 0 था इस मामले में हमारे बारे में ऊर्जा आइगन वैल्यू कैसे हैं ऊर्जा आइगन वैल्यू मैं बाईं ओर लिख रहा हूँ जहाँ Enn222mL2 और 0 और एल के बीच सीमित के तरंग कार्य इसकी तुलना में अब हमने जो किया है वह बॉक्स की ऊंचाई को पोटेंशियल माना जाता है और देखते हैं कि समाधान कैसे बदलते हैं और ऊर्जा का क्या होता है इसलिए जब मैं इस पोटेंशियल आकार के बॉक्स 0 और L को लेता हूं तो मैं अपने जीवन को आसान बना सकता हूं यदि मैं इसे सिमिट्रिक बनाता हूं वही डिब्बा जो मैं रखने जा रहा हूँ 0 तो यह x 0 है और मैं इसे सिमिट्रिक रूप से इसके बारे में बताऊंगा मैं इसे कहीं भी रखकर हल कर सकता हूं लेकिन इससे समाधान आसान हो जाता है समाधान प्रकृति बिल्कुल वैसी ही रहती है कार्य बिल्कुल वैसा ही रहता है ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही रहती है सिवाय इसके कि जीवन को गणितीय रूप से आसान बना देता है तो बॉक्स माइनस L2 से L2 तक फैला हुआ है और इस क्षेत्र के बाहर की ऊंचाई V0 है तो मैं इसे गणितीय रूप Vx0 में x के लिए L2 L2 और V0 xL2 के बीच में रखता हूं और बीच में एक सीमा है हम बाध्य राज्यों की तलाश कर रहे हैं इसलिए हम बाध्य राज्यों की तलाश कर रहे हैं और इसका मतलब है कि तरंग समारोह ψ→0 x→±∞ के रूप में तो क्षेत्रों में xL2 तरंग फलन को x के फलन के रूप में क्षय होना चाहिए तो अब हम इसे हल करते हैं जहां श्रोडिंगर समीकरण लिखते हैं तो यहाँ मेरी क्षमता है मुझे इसे फिर से लिखने दें x0 L2 L2 है श्रोडिंगर समीकरण 22md2dx2VxψEψ है x के लिए L2 से L2 के बीच समीकरण 22mEψ बन जाता है और xL2 के लिए समीकरण 22mψ0 हो जाता है मैं दूसरे समीकरण को इस रूप में बदल कर लिख सकता हूं 2m2ψ0 अब यदि V0E तो ψ e2m2V0 Ex के रूप का है और इसलिए यह x0 के लिए ऋण चिह्न I चुनकर तरंग फ़ंक्शन को क्षय कर सकता है x0 के लिए ऋणात्मक चिह्न पर e2m2V0 Ex पर धन चिह्न चुनकर मैं x ∞ की ओर जाते हुए तरंग फलन को क्षय कर सकता हूं तो बाध्य राज्य V0E के लिए अन्यथा राज्य बाध्य नहीं होगा यदि EV0 आप देख सकते हैं कि घातांक की शक्ति में एक i आ रहा है और यह समाधान को L2 या L2 के क्षेत्रों के बाहर दोलनशील बना देगा और यह एक बाध्य राज्य के लिए स्वीकार्य नहीं होगा तो बाध्य अवस्था V0E के लिए तो अब हमारे पास क्या है हमारे पास सीमित ऊंचाई का यह बॉक्स है V0 ऊर्जा एक बाध्य अवस्था के लिए बीच में कहीं होनी चाहिए और इसके लिए तरंग कार्य इस ओर क्षय होता है और इस ओर क्षय होता है दाईं ओर वेव फंक्शन e 2m2V0 Ex के रूप में जाता है बाईं ओर वेव फंक्शन e2m2V0 Ex के रूप में जाता है और बीच में यह एक रैखिक संयोजन होगा तो x हम लिख सकते हैं क्योंकि xL2 के लिए कुछ Be2m2V0 Ex x L2 के ऊपर कुछ Be2m2V0 Ex के बराबर है और एक रैखिक संयोजन योग CexDe x कुछ वर्गमूल x के नीचे x L2 से L2 के बीच वर्गमूल में अंदर क्या होता है अब आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं बाध्य अवस्था के लिए E0 क्यों संभव नहीं है आखिर आपके पास वह हो सकता है मेरे पास वह क्यों नहीं हो सकता है और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अपने लिए दूंगा सरल तरीके से यदि E0 आप कुछ शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे इसलिए मैं इसे आप पर सोचने के लिए छोड़ता हूं तो मेरे पास क्या है इसलिए हमने क्षेत्र xL2 के लिए समाधान निर्धारित किया है और हमने जो पाया है वह यह है कि समाधान के लिए एक बाध्य राज्य ऊर्जा EV0 है और दाहिनी ओर घोल सड़ना चाहिए मैं इसे ऊपर की तरफ दिखाऊंगा दाहिनी ओर x L2 से बड़ा है समाधान क्षय होना चाहिए क्योंकि दूर पर 0 हो जाएं बाईं ओर समाधान भी क्षय होना चाहिए यहाँ e 2m2V0 Ex के रूप में क्षय होता है और बाईं ओर समाधान 2m2V0 Ex के रूप में क्षय होता है बीच में क्या है बीच में क्या उपाय है आइए हम उस पर ध्यान दें तो बीच में मेरे पास माइनस 22md2dx2 प्लस पोटेंशियल 0 है और मेरे पास 0 Ex0 या 2m2Eψ0 है अब मैं दावा कर रहा हूं कि E 0 से बड़ा होना चाहिए और बाउंड अवस्था के लिए यह 0 से कम होना चाहिए प्रश्न मैं आपको छोड़ देता हूं कि ई 0 क्यों संभव नहीं है आप समीकरण के हल को देखते हैं और प्रयास करते हैं उन शर्तों को पूरा करें जिन्हें तरंग फ़ंक्शन द्वारा संतुष्ट किया जाना है और आप करेंगे कि E0 क्यों संभव नहीं है कुछ समय के लिए हम उस V0E0 को एक बाध्य अवस्था के लिए लेंगे तुरंत समाधान बहुत स्पष्ट है कि इस समीकरण के लिए ψ या तो ei2mE2x या e i2mE2x होगा मैं इसे वास्तविक रूप में भी लिख सकता हूं cos 2mE2x या sin 2mE2x cos x ei2mE2x और e i2mE2x और sin का एक रैखिक संयोजन है एक रैखिक संयोजन है और बीच में ऋण चिह्न है तो मैं इसे किसी भी तरह से लिख सकता हूं तो यह मेरा ψ है अब मुझे सभी क्षेत्रों में समाधान मिल गया है तो चलिए इसे लिखते हैं वह xAe2m2x xL2 के लिए कुछ Be √ के बराबर है वही बात x xL2 और xL2 के लिए रैखिक संयोजन Ccos 2mE2x Dsin 2mE2x हो सकता है मुझे इसे फिर से लिखने दो तो अब यह कण बॉक्स के केंद्र के साथ एक बॉक्स में x0 और किनारों पर झूठ बोल रहा है L2 तथा L2 मेरे पास xAe है मुझे कोशिश करने दें कि यह αx के रूप में है αx x0 के लिए Beαx x0 के बराबर है जहां α2m2 है और x के लिए Ccos βx Dsin βx के बराबर है L2 यह 0 नहीं है यह L2 L2xL2 से बड़ा है ये उपाय हैं अब विभिन्न बिंदुओं पर सीमाओं का मिलान करके मैं ए बी सी और डी पा सकता हूं लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूं अब इस तथ्य का उपयोग करते हुए कि ψ या ψ के बराबर होने वाला है मैं वास्तव में AB के बीच के संबंध को तुरंत ढूंढ सकता हूं मैं ऐसा कर सकता था जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सीमाओं का मिलान करके मुझे वही उत्तर मिलेगा अब क्षमता को इस तरह से स्थानांतरित करके कि x 0 पर केंद्रीकृत हो और क्षमता समरूप हो जाए मैं कुछ बीजगणित अनावश्यक गणितीय चरणों को कम कर सकता हूं तो यह मुझे तुरंत बताता है कि या तो ए बी या ए बी ए बी मुझे सिमिट्रिक देगा जो है xψ और दूसरा मुझे एंटी सिमेट्रिक देगा यानी x ψ तो आइए हम एक बार में उन पर ध्यान केंद्रित करें तो आइए हम ए बी लें यानी मैं सिमिट्रिक ि ले रहा हूं तो मेरे पास xL2 के लिए xAe αx है x L2 के लिए Aeαx के बराबर है और α2m2 इसके बराबर है अब आइए उस संयोजन को देखें जिसमें सिमिट्रिक समाधान के लिए मेरे पास Ccos βx Dsin βx है केवल एक ही फ़ंक्शन जो दोनों के बीच सिमिट्रिक है वह है कोसाइन तो यह कुछ कोसाइन C×cos βx या x L2 β2mE2 होगा ध्यान रखें कि ई 0 विरोधी सिमिट्रिक तरंग फ़ंक्शन के बारे में कैसे तो आइए हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए लिखें उसके लिए मेरे पास A B होगा तो ψ होने जा रहा है Ae αx forxL2 xL2 के लिए Ae αx होने जा रहा है और xL2 के लिए कुछ स्थिर Dsin βx होने जा रहा है क्योंकि x0 के इर्द गिर्द Sin एक एंटीसिमिट्रिक तरंग फंक्शन है आइए अब समीकरणों को हल करें और अपने उत्तर प्राप्त करें तो मैं पहले सिमिट्रिक पर विचार करूंगा चूंकि तरंग फ़ंक्शन सिमिट्रिक है इसलिए मुझे केवल एक तरफ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है दूसरी तरफ स्वचालित रूप से संतुष्ट हो जाएगा तो यह कोसाइन फ़ंक्शन है मुझे इसे केवल योजनाबद्ध रूप से दिखाने दें तो यह केंद्र में शून्य नहीं होगा और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे क्षय होगा यह दूसरा तरीका है जिससे फंक्शन कम हो रहा है यह इस तरह भी हो सकता है ये सीमाएँ हैं यह इस तरह भी हो सकता है लेकिन सिमिट्रिक और यह आप का संयोजन है जो निचले हिस्से में उच्च कोसाइन को जानता है अब अनंत बॉक्स की तुलना में यह तरंग फलन फैला हुआ है तो मैं इसे लिखता हूं अनंत बॉक्स तरंग फ़ंक्शन की तुलना में तरंग फ़ंक्शन फैला हुआ है अनंत बॉक्स वेव फंक्शन मैं हरे रंग से दिखाता हूं कि यहां सबसे सीमित है यहां सीमित है यहां यह अधिक फैला हुआ है यदि यह अधिक फैला हुआ है इसका मतलब है x वर्तमान समस्या के लिए तो अनंत बॉक्स के लिए पोटेंशियल बॉक्स x से बड़ा है इसका मतलब है कि अनिश्चित रक्षा बॉक्स द्वारा सीमित बॉक्स के लिए p अनंत बॉक्स के लिए p से कम है और इसका तुरंत मतलब है कि पोटेंशियल बॉक्स के लिए Ekinetic अनंत बॉक्स के लिए Ekinetic गतिज ऊर्जा से कम है और चूंकि अधिकांश ऊर्जा गतिज है आप देखेंगे कि अब ऊर्जा थोड़ी कम हो गई है यह अनिश्चितता सिद्धांत की अभिव्यक्ति है अब हम ऊर्जा का निर्धारण कैसे करते हैं तो ऊर्जा सीमा स्थितियों से निर्धारित होती है हम पहले ही जाँच चुके हैं कि →0 यह पहले ही हो चुका है केवल अन्य सीमा शर्त जो बची है वह यह है कि तरंग कार्य करती है और ' सीमा पर निरंतर रहती है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इस पोटेंशियल बॉक्स में सीमाएं कहां हैं सीमाएँ xL2 या L2 पर हैं इसलिए अगर मैं एक तरफ डॉट को संतुष्ट करता हूं तो दूसरी तरफ स्वचालित रूप से संतुष्ट हो जाएगा क्योंकि तरंग फ़ंक्शन की सिमिट्रिक और विरोधी सिमिट्रिक प्रकृति के कारण हमने पहले ही ध्यान रखा है तो L2 समाधान से L2 L2 समाधान के लिए L2 के बराबर होगा आइए हम उन कार्यों को अंदर करें तो मेरे पास Ccos βL2 Ae αL2 होने वाला है यह मेरी समीकरण संख्या 1 है और मेरे पास xL2 के लिए L2 भी होगा जो L2 बराबर है जिसको xL2 के लिए हल किया गया है और वह मुझे बताता है Cβsin βL2 αAe αL2 वह मेरा समीकरण संख्या 2 है और ये दो समीकरण मुझे ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त हैं तो आइए देखें कि इससे हमें क्या मिलता है सीमा की स्थिति है कि हमारे पास एक Ccos βL2 Ae αL2 है और मेरे पास βCsin βL2 αAe αL2 है मैं इसके द्वारा यहां इस ऋण चिह्न का ध्यान रख सकता हूं इसलिए यह समीकरण 1 और समीकरण 2 है अब यदि आप यहां A αL2 को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह αCcos βL2 हो जाता है तो मेरे पास βCsin βL2 αCcos βL2 है C दो तरफ से रद्द करता है और मेरे पास tan βL2 है इस प्रकार सीमा की स्थिति से उत्पन्न होने वाली स्थिति बस पूरी चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए मुझे इसे दोनों तरफ L2 से गुणा करने दें βL2tan βL2 αL2 इस बिंदु पर मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि α और β क्या हैं α2m2 और β2mE2 और E0 मुझे इसे βL2 कहते हैं कुछ फ़ंक्शन X tan X बराबर है मुझे इसे Y कहते हैं यह वह समीकरण है जिसे हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हल करना होगा हम इसे कैसे हल करते हैं इसलिए समाधान की प्रकृति को समझने के लिए हम समीकरण X tan XY को आलेखीय रूप से देखेंगे अब XαL2 जो कि 2m2 L2 है तो X2L222mV02 2mE22mV02L22 एक L2 भी है यह L222mV02 Y2 होगा तो X2Y2 यह स्थिरांक 2mV02L22 है तो ग्राफिक रूप से अगर मैं एक्स बनाम वाई प्लॉट करना चाहता हूं तो इसे 2 होने दें तो मेरे पास यह ग्राफ Xtan X है और मेरे पास है X0 Y0 X2Y2 कुछ स्थिरांक के बराबर है जो 2mV02L22 है तो एक्स बनाम वाई इस ग्राफ की तरह दिखता है यह X2Y2 स्थिरांक के बराबर है क्रॉस सेक्शन मुझे समाधान देता है तो समाधान यह विशेष रूप से है X आइए हम इसे X0 कहते हैं अगला वक्र के तरह दिखने वाला है नकारात्मक पक्ष की गणना नहीं की जाती है इसलिए यह बाहर है इसकी गणना नहीं की जाती है क्योंकि X और Y को 0 से बड़ा माना जाता है तो अब आप देखते हैं कि एक समाधान की निश्चित रूप से गारंटी है अत Xtan X Y का एक हल निश्चित है यह हमेशा होने वाला है क्योंकि हरा वक्र xtan x 0 से होकर गुजरता है और वृत्त हमेशा इसे काटने वाला है तो इसका मतलब है कि कम से कम एक बाध्य अवस्था हमेशा रहने वाली है यदि आप V0 और L22 बढ़ाते हैं तो मुझे बड़ा और बड़ा वृत्त मिलता है इसलिए कि अगर मैं V0L24 को बड़ा और बड़ा करता हूं तो मुझे दूसरा राज्य मिल सकता है लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि V0 को बड़ा होना चाहिए L2 बड़ा हो सकता है या V0L22 का संयोजन बड़ा और बड़ा होना चाहिए इसलिए जब मैं समाधान को देखता हूं तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं यह पहला है दूसरा से शुरू होता है और अगर मैं देखता हूं कि y x का एक कार्य है तो इस समाधान की गारंटी है कि अन्य समाधान केवल सिमिट्रिक समाधान होने पर ही आता है यदि V0L24 या V0L2 बड़ा है तो कभी कभी आप यह भी कहते हैं कि V0L2 क्षमता की ताकत को मापता है तो क्वांटम यांत्रिकी में क्षमता की ताकत न केवल इसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है बल्कि यह कितनी दूर तक फैली हुई है यह समझ में आता है क्योंकि आगे संभावित की दीवारें x बड़ी होने जा रही हैं और गतिज ऊर्जा छोटी होती जा रही है और इसलिए वे अधिक बाध्य अवस्थाएं होंगी क्योंकि वही क्षमता अब अधिक राज्यों में या समर्थन कर सकती है क्योंकि उनके पास है कम गतिज ऊर्जा अब एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के बारे में क्या इस मामले में याद रखें xψ तो इस मामले में मेरे पास xL2 के लिए xA e αx होगा और यह xL2 के लिए A eαx होने जा रहा है और कुछ स्थिर सी या डी होने जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे xL2 के लिए sin βx कहता हूं तो यह L2 है अब विलयन की प्रकृति बदल जाती है और सीमा xL2 पर अगर मैं वेव फंक्शन से मेल खाता हूं तो इसका व्युत्पन्न फिर से मुझे ऊर्जा मिलने वाली है तो मेरे पास xA e αx xL2 है और यह xL2 के लिए कुछ Csin βx के बराबर है तो L2 निरंतर होने का अर्थ है A e αL2Csin βL2 और L2 निरंतर होने का अर्थ है A e αL2C βcos βL2 यह समीकरण 1 है यह समीकरण 2 है इस बार जब आप दो समीकरणों को जोड़ते हैं तो आपको जो मिलता है वह है Xcot X Y जहां फिर से XβL2 और YαL2 पहले की तरह इस समीकरण का हल जो कि ऋण Xcot X Y है को भी आलेखीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है जैसा कि हमने पहले tan X Y के लिए किया था और आइए देखें कि यह कैसे किया जाता है इसलिए अगर मैं Xtan X को प्लॉट करता हूं तो यह योजनाबद्ध रूप से चल रहा था जैसे कि यह X2 पर उड़ रहा है यह X है और Xcot X इस बिंदु पर 0 होगा तो यह Xtan X है Xcot X इस तरह जाएगा और Xπ पर उड़ जाएगा और यहाँ से मुझे फिर से Xtan X मिलेगा यह एक है Xcot X और याद रखें कि कैसे Y को X के एक फंक्शन के रूप में दिया जाता है तो यह मेरा Y है यह X है Y X का एक फंक्शन है जो वृत्तों द्वारा दिया गया है तो चौराहे मुझे समाधान देते हैं तो एक समाधान की हमेशा गारंटी होती है तो आइए हम यह निष्कर्ष निकालें कि एक सिमिट्रिक समाधान हमेशा गारंटीकृत होता है जैसा कि हमने पहले टिप्पणी की थी हालाँकि क्षमता की ताकत जिसे हमने पहले V0L2 के रूप में परिभाषित किया था अगर मुझे और अधिक बाध्य अवस्थाएँ चाहिए तो उसे ऊपर जाने की आवश्यकता है तो X2Y22m2 V0L24 के समीकरण को याद रखें यदि V0L24 बड़ा और बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है कि इस लाल वृत्त की त्रिज्या बड़ी हो जाती है और बड़े राज्य आते हैं ध्यान दें कि पहला राज्य सिमिट्रिक है फिर मुझे एक सिमिट्रिक राज्य मिलता है फिर मुझे एक सिमिट्रिक राज्य मिलता है अगला एक सिमिट्रिक विरोधी होगा तो राज्य सबसे कम ऊर्जा में सिमिट्रिक के बीच फ्लिप करते हैं अगला उच्च सिमिट्रिक विरोधी है अगला उच्च फिर से सिमिट्रिक है और इसी तरह अगले दो राज्यों के लिए मुझे कितनी न्यूनतम ताकत चाहिए क्योंकि वहां दो सीमाएं हैं तो उसके लिए वृत्त की त्रिज्या आइए हम X2Y2 एक और राज्य को बाध्य करने के लिए 2 से अधिक होना चाहिए और इसका क्या अर्थ है 2m2 V0L24 से बड़ा होना चाहिए 24 या V0L2 से 222m बड़ा होना चाहिए अगर उस स्थिति में ऐसा है तो मेरे पास दो बाध्य राज्य होंगे अगर मैं इसे बड़ा और बड़ा कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा बंधे हुए राज्य आएंगे तो इस मामले में हम जो कह सकते हैं वह यह है कि एक वर्ग अच्छी तरह से संभावित या सीमित इच्छा क्षमता में एक बाध्य राज्य हमेशा क्षमता की ताकत होती है आइए इसे लिखते हैं V0L2 द्वारा दिया गया अधिक से अधिक बाध्य अवस्थाएँ प्रकट होती हैं इसलिए इस व्याख्यान को समाप्त करने के लिए हमने 1D में पोटेंशियल कुएं में गतिमान कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल किया है दूसरा एक बाध्य अवस्था हमेशा ऐसी क्षमता में मौजूद रहती है और ताकत V0L2 बड़ा होने से सिमिट्रिक विरोधी सिमिट्रिक सिमिट्रिक विरोधी सिमिट्रिक अनुक्रम के साथ अधिक बाध्य स्थिति देता है तो हम इस पर यहीं रुकते हैं और अगले व्याख्यान में अब हम यह करने जा रहे हैं कि संख्यात्मक तकनीकों का उपयोग करके अधिक जटिल क्षमता के लिए एक डी श्रोडिंगर समीकरण को कैसे हल किया जाए